सभी को नमस्कार आज के क्लास में हम अन्वेट्इड कोड के बारे में चर्चा करेंगे तो हमने बाइनरी कोडेड नंबर देखा है उस कोड से रिलेटेड वेट भी देखा है जो कि 1 2 4 8 16 इत्यादि यह जो है वह बायनरी पॉइंट के पहले हैं और बायनरी पॉइंट के बाद वेट हाफ 1 upon 4 1 upon 8 इत्यादि तो अब हम देखेंगे की अन्वेट्इड कोड की जरूरत क्या है फिर हम दो इंपॉर्टेंट कोडस ग्रे कोड और एकसेस 3 कोड के बारे में चर्चा करेंगे साथ ही हम ASCII कोड भी देखेंगे तो अगर आपको याद होगा हमने बाइनरी कोड का रिविजिट किया था 4 डिजिट नंबर B3 B2 B1 और B0 तो बाइनरी कोड में इसके वैल्यू का फार्मूला आपको याद होगा तो कोई भी नंबर जिसका बेस या रेडिक्स r है तो यह इसके डिजिटस है और यह इसकी वैल्यू है अगर हम एक नंबर 1010 कंसीडर करते हैं और अगर हमें इसे 8421 कोड के हिसाब से उसका वेट जानना है तो इस 1 के लिए 8 आएगा और इस 1 के लिए 2 आएगा मतलब 8 प्लस 2 10 रहेगा dn d1d0d 1d 2 d m dn x rn d1 x r1 d0 x r0 d 1 x r 1 d 2 x r 2 d m x r m तो दूसरे तरीके के वेट्ड कोड भी है जहां r टू द पावर n r टू द पावर 1 ऐसे इंटीजर का पावर पोजीशन के बेसिस पर बढ़ाते हुए जा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है याने कि इस तरीके का कुछ भी नहीं है तो उस कोड में वेट लिखने का अलग तरीका है उदाहरण के तौर पर 2421 कोड है इस कोड में डिजिट से जुड़ा हुआ पहला पोजीशन का कोड वेट 1 है दूसरे का 2 तीसरे का 4 और चौथे पोजीशन का वेट चलेगा 2 है तो यह 2421 कोड है तो यह भी वेट्ड कोड है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ वेट 2 है वह 2 टू द पावर 3 8 नहीं है जैसे हम 8421 कोड के लिए करते है यदि हम 2421 कोड के इस्तेमाल से 1010 का वैल्यू निकालना चाहे तो उसका वैल्यू क्या होगा तो इसमें दो जगहों पर 1 है जिसका वेट 2 और 2 है तो इसका मूल्य 2 प्लस 2 याने की 4 है तो 1010 रीप्रेजेंटेशन का वेट 2421 कोड में 4 है तो यह चीज़ हम समझ सकते हैं वेट्ड कोड के बारे में तो वेट्ड कोड का क्या यीशु होगा जिसके वजह से हम एक दूसरे तरीके का कोड अन्वेट्इड कोड के बारे में देख रहे है तो एक यीशु जैसे कि आप देख सकते हैं इस केस के लिए तो हम नंबर को 0 से 1 1 से 2 चेंज कर रहे हैं तो यह 1 है यह 2 है फिर 34 ऐसे ही चलते जाएंगे इसका यदि हम डेसिमल इक्विवेलेंट में देखें तो कंसेक्युटिव नंबर जब हम बढ़ाते हैं जैसे कि 1 से 2 जाते हैं तब आप देख सकते हैं कि 2 डिजिटस चेंज हो रहा है 0 1 10 बन रहा है तो जब 3 से 4 जाते हैं तो 3 डिजिटस चेंज हो रहा है 11 100 बन रहा है तो इसका क्या यीशु हो सकता है तो हमने वेट्ड कोड 4 2 1 देखा है पहले ही और हमें पता है कि वह ऐसा है तो अब हम देखते हैं इस तरीके के कोडिंग का एक पॉसिबल यीशु तो मान लो कन्वेयर बेल्ट जैसे आप यहां देख सकते हैं जिसके ऊपर एक तरीके का मटेरियल है और जो चल रहा है इस डिरेक्शॅन में राइट डिरेक्शॅन में जैसे इस एरो से दिखाया गया है तो यह ज़ोन 1 से ज़ोन 2 एक तरफ जा रहा है जहां कुछ एक्टिविटीज हो रहे हैं और कन्वेयर को इस डिरेक्शॅन में ही जाना है यदि हम एक बायनरी कोड कंट्रोल यूनिट को भेजने की कोशिश करें उस ज़ोन से जहां यह मटेरियल पड़ा हुआ है एक समय पर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा के मोड से तो ज़ोन 1 याने की 0 0 1 जा रहा है 0 1 0 के तरफ तो इस तरीके से वह दिखाया जाएगा कंट्रोल रूम में अब 001 से 010 में दो डिजिटस चेंज हो रहा है अगर यह होता है कुछ कारणवश जैसे बिट पोजीशन से जुड़ा हुआ डिले और वैल्यू चेंज करने पर उस वैल्यू का कोडिंग और उसका ट्रांसमिशन तो यह 1 हो रहा है जबकि यह 0 चेंज नहीं हुआ है तो यह 1 फास्ट तरीके से चेंज हो रहा है उस 0 से जीसे चेंज होकर 1 होना था तो यह दोनों एक ही वक्त पर चेंज नहीं हो रहा है यह 010 के तरफ जाता है कुछ डिले के बाद कुछ समय बाद 001 के बाद 000 आएगा और उसका इंटरप्रिटेशन यह होगा की वह ज़ोन 1 से ज़ोन 0 पर जा चुका है जबकि उसे ज़ोन 1 से ज़ोन 2 एक तरफ जाना था इसका मतलब की कन्वेयर बेल्ट रिवर्स डिरेक्शॅन में जा रहा है तो इससे कोई अलार्म या एमरजैंसी के यीशुस हो सकता है तो ऐसे केस में लोग चाहेंगे की कंसेक्युटिव नंबरों में यदि पॉसिबल हो तो 1 बिट का चेंज होना चाहिए जिसके वजह से ग्रे कोड आया ग्रे कोड में दो कंसेक्युटिव नंबर सिर्फ 1 से डीफर करता है तो नंबरों के बीच का डिस्टेंस पोजीशन के हिसाब से सिर्फ 1 है अगर हम ग्रे कोड में से उदाहरण देखें तो मान लो इनिशियल वैल्यू 0 से 10 तक जैसे हमने बायनरी कोड में देखा था तो यह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का बायनरी इक्विवेलेंट है अब इसका ग्रे कोड यदि आप देखें तो 0 को हम 0 0 ऐसे लिखते हैं जिसमें कोई ऐम्बिग्युइटि नहीं है 1 को हम 0 1 ऐसे लिखते हैं इसमें भी कोई इशू नहीं है क्योंकि केवल 1 बिट ही चेंज हो रहा है अब जब हम 2 को 10 लिखते हैं तो हम देख सकते हैं की 2 बिट्स चेंज हो रहा है 2 से 3 में जब हम जाते हैं हैं तो 10 से 11 इसमें केवल 1 बिट का चेंज ही है तो क्या कोई रूल है जिससे हम किसी नंबर का बायनरी टु ग्रे कर पाएं और जिससे यह सारे नंबर जनरेट कर पाएं तो इन नंबरों को जनरेट करने का एक तरीका है वह है रीफलेक्शन के माध्यम से तो वह कैसा है तो हम देखते हैं 0 और 1 में हमें कोई इशू नहीं है तो 0 और 1 को हम बायनरी और ग्रे में 00 और 01 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 1 का अगर हमें रीफलेक्शन लेना हो याने की मिरर के तरीके से लिखना हो तो वह 1 0 होगा तो हमें कुछ एडिशनल बिट्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम काउंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो 0 1 2 3 को हम 0 0 0 1 1 1 1 0 ऐसे लिख सकते हैं तो हमें यहां पहला 4 नंबर मिला है अगले चार नंबरो के लिए हम क्या करेंगे फिर से हम रीफलेक्शन का तरीका अपनाएंगे तो अब हम यह 2 डिजिटस साथ में लेंगे तो 0 0 0 1 1 1 और 1 0 तो इसका यदि हम रीफलेक्शन ले तो कुछ ऐसा दिखेगा 1 0 1 1 0 1 0 0 तो फिर से हम ऊपर वाले हिस्से के आगे 0's लगाएंगे और नीचे वाले रिफ्लेक्ट किया हुआ हिस्से के आगे 1's लगाएंगे तो इस तरीके से हम तीसरे डिजिट को इंट्रोड्यूस करते हैं और इससे हमें 8 कंसेक्युटिव नंबरस मिलेंगे तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं तो 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए रिफ्लेक्टड वैल्यू 1 0 0 है उसके बाद 1 0 1 आता है और अब हम चौथा डिजिट प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो जो पहला ब्लॉक है उसके आगे 0's लगाएंगे और उसके बाद जो रिफ्लेक्ट किया हुआ ब्लॉक है उसके आगे 1's लगाएंगे तो इस तरीके से हमें कंसेक्युटिव नंबरस मिलते हैं और इस तरीके से हमने ग्रे कोड तैयार किया है तो यदि हम जनरल तरीके से बोले तो अगर हमारे पास n 1बिट ग्रे कोड हो तो हम उसे रिफ्लेक्ट करते हुए n बिट ग्रे कोड तैयार कर सकते हैं तो यह ग्रे कोड बनाने का एक तरीका है तो 10 जिसका बायनरी कोड 1 0 1 0 है उसका ग्रे कोड 1 1 1 1 है तो यह देख कर आप समझ सकते हैं कि यह वेटेड कोड नहीं है यदि हम इस कोड को किसी वेट से असोसीएट करने की कोशिश करें जैसे कि 8421 या 2421 या फिर कोई दूसरा वेट तो वह नहीं चलेगा एक अच्छी बात इस कोड का यह है किकंसेक्युटिव नंबरस केवल 1 बिट से ही चेंज हो रहा है इसमें कोई ऐम्बिग्युइटि नहीं है जैसे एक बिट धीरे से चेंज हो रहा है दूसरे के कंपैरिजन में जिसके वजह से किसी और नंबर का इंटरप्रिटेशन बीच में आ जाता है अगर हमें एक ऐसा सिचुएशन मिलता है जहां इनपुट बायनरी कोड हो और आउटपुट ग्रे कोड हो जैसे कि हमें चाहिए तो हम कैसे करेंगे तो हम बायनरी टु ग्रे और ग्रे टु बायनरी कन्वर्शन कैसे करेंगे तो अगर हमारे पास ग्रे कोड हो उसे हमें बायनरी में कन्वर्ट करना हो किसी एप्लीकेशन के लिए तो यदि हम इसका मेपिंग देखे तो हम इनके बीच एक सिंपल रिलेशन निकाल सकते हैं जहां nth बिट जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यदि हम n डिजिट कन्वर्जन देख रहे हैं तो उसका ग्रे कोड और Bn एकदम सेम होगा Gn Bn Gi Bi1 ⊕ Bi for i n तो यदि हम यह 4 बिट का उदाहरण लेते हैं तो G3 और B3 सेम रहेगा दूसरे वैल्यूस के लिए Gi का वैल्यू B i 1 XOR Bi है इसका क्या मतलब है तो G3 सीधे B3 के तरह जाता है G2 जो नेक्स्ट ग्रे कोड है वह B i1 याने की B3 XOR B2 है G1 B2 XOR B1 है G0 B1 XOR B0 है तो यदि इसे हम एक तरीके से डाले तो वह XOR गेट के बैंक के तरह मिलेगा तो हम देख सकते हैं कि यह उदाहरण के लिए मान लो पहला के 0000 तो 0 XOR 0 0 है 0 XOR 0 0 है 0 XOR 0 0 है तो फाइनल उत्तर में 0 0 0 0 मिल रहा है जो कि सही है तो अगला उदाहरण 0 0 0 1 है तो G3 0 रहेगा G2 0 XOR 0 जोकि 0 है G1 0 XOR 0 जोकि 0 है और G0 0 XOR 1 जोकि 1 है तो फाइनल उत्तर में 0 0 0 1 मिल रहा है अब जो उदाहरण हम लेंगे उसमें दोनों कोड के बीच डिफरेंस है तो अब जो उदाहरण हम ले रहे हैं उसमें बायनरी कोड 0 0 1 0 है तो अब क्या हो रहा है क्या हमें 0 0 1 0 ही मिलेगा हम देखते हैं तो G3 0 रहेगा G2 0 XOR 0 जोकि 0 है G1 0 XOR 1 जोकि 1 है और G0 1 XOR 0 जोकि 1 है तो फाइनल उत्तर में 0 0 1 1 मिल रहा है तो इस तरीके से हम बाकी के नंबरस को वेरीफाई कर सकते है और हम यह देखेंगे कि एक सिंपल सा सर्किट कोड कन्वर्टर की तरह काम कर कर रहा है अब ग्रे कोड टू बायनरी कोड का कन्वर्जन देखेंगे तो अगर हम रिवर्स तरीके से मैपिंग करके देखें तो हम देख सकते हैं की B3 G3 के समान है B2 B3 XOR G2 है B1 B2 XOR G1 है और B0 B1 XOR G0 है तो इन वैल्यूस को रखने के बाद हम यह देख सकते हैं इस तरीके से हम ग्रे कोड से बायनरी कोड जनरेट कर सकते हैं Bn Gn Bi Bi1 ⊕ Gi for i n अब हम एक दूसरे तरीके का कोड देखेंगे जिसे हम एकसेस 3 कोड कहते हैं तो यहां हम BCD नंबरस याने की बायनरी कोडेड डेसिमल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो BCD नंबरस मतलब 0 से लेकर 9 तक है यानी कि 10 नंबरस है बायनरी कोडेड डेसिमल में 0 0 0 0 से लेकर 1 0 0 1 तक है तो एकसेस 3 कोड में हम क्या कर रहे हैं एकसेस 3 कोड में 0 से लेकर 9 तक को 0 0 1 1 से 1 1 0 0 तक के कोड में रिप्रेजेंट करते हैं इसका मतलब जो भी बायनरी कोड हो उसको 0 0 1 1 से एड कर ना है एकसेस 3 कोड मिलने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका क्या फायदा है वह हम जल्द ही डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो अगर हमें 53 को BCD कोड में लिखना हो तो 5 के लिए 0101 और 3 के लिए 0011 है पर जब हम उसे एकसेस 3 कोड लिखते हैं तो 3 के लिए 0011 को 0011 से ऐड करेंगे और फिर हमें 0110 मिलेगा इसी तरीके से 5 के लिए 0101 को 0011 से ऐड करेंगे और फिर हमें 1000 मिलेगा इसी तरीके से अगर हमें 69 को रिप्रेजेंट करना हो तो 6 का एकसेस 3 कोड 1001 है और 9 का एकसेस 3 कोड 1100 है तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन है और यह हम काफी केसस के लिए कर सकते हैं अगर हमें 487 को को रिप्रेजेंट करना हो तो 4 का एकसेस 3 कोड 0111 है 8 का एकसेस 3 कोड 1011 है और 7 का 1010 है इस तरीके हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यह BCD कोड के साथ कंप्यूटेशन मैं आता है और इसके जो फायदे हैं वह हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे अब कोड कन्वर्जन के बारे में देखते हैं किस तरीके से एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट कर सकते है एक तरीका यह है कि हम हर एक एकसेस 3 कोड को रिप्रेजेंट करेंगे X3 X2 X1 X0 इस तरीके से हर एक के लिए हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं फिर हम X3 को B3 B2 B1 B0 के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो नंबर नहीं है जैसे की 10 से लेकर 15 याने की 1010 से 1111 तक उसे हम डोंट केयर कैसस मानते हैं इनका क्या वैल्यू है उसके बारे में हमें सोचना नहीं है इसके बाद मिनिमाइजेशन प्रोसेस करेंगे कार्नो मैप QM या बुलियन अलजेब्रा से जिससे हमें X3 का वैल्यू मिलेगा फिर इसी तरीके से X2 X1 और X0 का भी वैल्यू मिलेगा जो B3 B2 B1 और B0 का फंक्शन होगा फिर हम इसे रियलाइज करेंगे तो यह एक तरीका है करने का दूसरा तरीका यह है कि हम एक 4 बिट एडर लेंगे जो ऐड करेगा और फिर हमें एकसेस 3 कोड दे सकता है उसके रिवर्स प्रोसेस के लिए याने कि एकसेस 3 कोड से बायनरी कन्वर्शन के लिए हम यह देखेंगे की B3 को X3 X2 X1 X0 के फंक्शन के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें भी हम डोंट केयर कैसस कंसीडर करेंगे फिर मिनिमाइजेशन के बाद उसे रियलाइज करेंगे या फिर हम एक सबट्रैक्टर लेंगे जो एकसेस 3 कोड में से 0 0 1 1 को सबट्रैक्ट करेगा और फिर हमें बायनरी कोड देगा तो इसका फायदा हम यहां देखेंगे BCD अर्थमैटिक के कंपैरिजन में एकसेस 3 अर्थमैटिक काफी सिंपल है तो हम देखते हैं कि यह अर्थमैटिक कैसे होता है तो अब हम दो नंबरों का एडिशन देखेंगे जिसमें कोई कैरी जनरेट नहीं होगा तो इसका इंप्लीकेशन क्या है तो हम दो नंबर 5 और 2 कंसीडर करते हैं तो 5 का एकसेस 3 रिप्रेजेंटेशन 1000 है और 2 का 0101 है यह इसलिए है क्योंकि हम नॉर्मल बायनरी कोडिंग को 3 से ऐड करते हैं तो जब हम 1000 को 0101 से ऐड करते हैं तो उसका उत्तर 1101 आता है जिसमें कोई कैरी नहीं है अब हम एक ऐसा उदाहरण लेंगे जिसमें कैरी जनरेट होगा तो कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो 1101 वाला रिप्रेजेंटेशन जैसे कि आप जानते हैं वह एक वेलिड एकसेस 3 कोड है वेलिड नंबर का मतलब वह नंबर जो कोई कैरी जनरेट नहीं करता है पर उसके अंदर ही दो एडिशनल 3's है जो अंदर जाता है एक यहां से और दूसरा यहां से बायनरी कोडिंग के कंपैरिजन में जो हमें मिलता है वह एकसेस 6 है याने की बायनरी कोडेड नंबर प्लस 0011 जो यहां से आता है और 0011 जो वहां से आता है तो अगर हमें रिजल्ट का एकसेस 3 वर्जन जरूरत हो जो कि हमारा इंटेंशन हैतो हम क्या करेंगे तो हमें उसमें से 3 सबट्रैक्ट करना होगा क्योंकि वह एकसेस 6 है तो 3 सबट्रैक्ट करने से हमें एकसेस 3 मिलेगा तो 1101 को जब हम 3 से सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1010 मिलता है तो 1010 नंबर 7 का एकसेस 3 वर्जन है जब कोई कैरी नहीं जनरेट होता है तो वह नंबर वेलिड एकसेस 6 नंबर है उसका एकसेस 3 नंबर मिलने के लिए हम 3 से सबट्रैक्ट करेंगे और इस तरीके से वह काम करता है तो कहां तक कैरी जेनरेट नहीं होता है तो एकसेस 6 में 1111 तक कैरी नहीं जनरेट होता है जो बायनरी में 1001 है डेसीमल में 9 है और एकसेस 3 में 1100 है जब यह 9 से आगे जाता है तो एडिशन 1111 से ज्यादा हो जाता है जिसके वजह से कैरी जनरेट होता है तो बायनरी कोडड डेसिमल के केस में 9 से ज्यादा में हमें कैरी मिलता है अगर हम एक दूसरा उदाहरण देखे तो जहां कैरी जनरेट हो रहा है तो 5 और 7 जिसका उत्तर 12 है 5 1000 है और 7 1010 है यदि दोनों को ऐड किया तो हमें 0010 और एक कैरी मिलता है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे इस केस में जब कैरी जेनरेट हो रहा है यह 0010 है एकसेस 3 के लिए हमें 0011 ऐड करना होगा जिसका उत्तर 0101 होगा जो 1 मिला है अगर उसे दूसरे BCD एडिशन या दूसरे एकसेस 3 एडिशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो डिजिट वहां है मतलब यह कैरी के तौर पर जाएगा अगर यह खत्म होने पर है मतलब कोई एडिशन अभी बाकी नहीं है तो हम उसे 4 बिट के अंदर रखेंगे जिसका मतलब वह 3 से ऐड हो रहा है जिसका उत्तर 0100 जो कि 1 का एकसेस 3 रिप्रेजेंटेशन है तो इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करना है तो जो हम देख रहे हैं तो एक केस में 3 ऐड हो रहा है और दूसरे केस में 3 सबट्रैक्ट हो रहा है तो आप को देखना है की कैरी मौजूद है या नहीं और उस हिसाब से फिर 3 ऐड या सबट्रैक्ट होगा तो यह हमें एकसेस 3 में मदद करता है एडिशन या सबट्रैक्शन और एडर या सबट्रैक्टर सर्किट के लिए BCD एडर या सबट्रैक्टर के कंपैरिजन में तो अगर हम 2 डिजिट डेसिमल नंबर का एडिशन देखते हैं तो यह एक उदाहरण है 25 को 57 के साथ ऐड करना है तो सबसे पहले हम 2 और 5 और 5 और 7 को एकसेस 3 में रिप्रेजेंट करेंगे तो यह इसका एडिशन का उत्तर है उत्तर में एक कैरी जनरेट हुआ है तो जब कैरी जनरेट होता है तो हमें क्या करना है डेसिमल नंबर के इस एकसेस 3 डिजिट को 3 ऐड करेंगे तो हमें 0101 मिलेगा तो 0101 डेसिमल नंबर 2 का रिप्रेजेंटेशन है जब हम कैरी ऐड करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है वह 1110 है और कोई कैरी जेनरेट नहीं होता है फिर इसमें से 3 वह सबट्रैक्ट करेंगे और हमें उत्तर में 1011 मिलेगा जो कि डेसिमल नंबर 8 का इक्विवेलेंट है तो फाइनल उत्तर 82 है तो एकसेस 3 एडर यूनिट तो जो उदाहरण हमने डिस्कस किया वह यहां लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम क्या करें यह बेसिक एडर 7483 है और यह इसके 2 इनपुट है अगर कैरी जेनरेट होता है तो क्या होता है यह दूसरा एडर है तो यदि कैरी जेनरेट होता है तो हम उसको एड कर देंगे यह 0 आ रहा है और यह आउटपुट 0 रहेगा तो 1 1 ऐड हो रहा है और यह कैरी है जो अगले स्टेज जा रहा है और यदि यह अंत हो तो हम यह 0 देख सकते हैं तो यदि कैरी जेनरेट होता है तो यह 1 होगा और अगर यदि कैरी नहीं जेनरेट होता है तो यह 0 होगा यदि कैरी नहीं जेनरेट होता है तो क्या होता है तो यह 0 होगा जिसके वजह से तो यह 1 होगा और यह 1 परमानेंटली कनेक्ट हो जाएगा और फिर तो यह 0 है तो 1 1 0 1 यहां क्या है यह 0 0 1 1 का 2's कंप्लीमेंट 2's complement है 0 0 1 1 का 1's कंप्लीमेंट 1's complement 1 1 0 0 है जिसको प्लस 1 करने से 2's कंप्लीमेंट 2's complement मिलता है तो यहां हमें एडर में कैरी इन की जरूरत नहीं है क्योंकि वह पहले से है फिर हम 2's कंप्लीमेंट 2's complement एडिशन करेंगे फिर हमें सबट्रैक्शन मिलेगा तो इस तरीके से हम सिंपल सा एकसेस 3 एडर सर्किट बना सकते हैं BCD एडिशन के कंपैरिजन में अब हम एकसेस 3 सबट्रैक्टर के बारे में देखेंगे एकसेस 3 नंबर की एक अच्छी बात यह है कि अगर हम इस नंबर को इन्वॅःट करें तो हमें 9's कंप्लीमेंट मिलता है BCD सबट्रैक्टर के लिए कॉन्प्लेक्स 9's कंप्लीमेंट या 10's कंप्लीमेंट जेनरेटर सर्किट की जरूरत नहीं क्योंकि केवल बिट्स को इन्वॅःट करने से हमें 9's कंप्लीमेंट मिलता है तो 9's कंप्लीमेंट सबट्रैक्शन हमने पहले वाले क्लास में डिस्कस किया है सिर्फ उसका इंप्लीमेंटेशन हमने यह देखा है तो 2 का 9's कंप्लीमेंट तो यदि आप देखें 0 1 0 1 एकसेस 3 में 0 0 1 0 बायनरी में अगर हम 2 का 9's कंप्लीमेंट ले तो 9 2 7 जिसे हम एकसेस 3 में 1 0 1 0 ऐसे लिखते हैं अगर हम इस बिट्स को इन्वॅःट करते हैं तो हमें 9's कंप्लीमेंट मिलता है यह वही प्रोसेस है जो हमने 9's कंप्लीमेंट सबट्रैक्शन में देखा था तो वियोजक सबट्राहैंड subtrahend का 9's कंप्लीमेंट को ऐड करेंगे वियोज्य माइन्यूएंड minuend से अगर कैरी जनरेट होता है तो उत्तर पॉजिटिव है कैरी को ऐड करेंगे साथ ही 0 0 1 1 को ऐड करेंगे क्योंकि हमें एकसेस 3 चाहिए अगर कैरी नहीं जनरेट होता है तो उत्तर नेगेटिव है और हमें 3 सबट्रैक्ट करना होगा एकसेस 3 के लिए और फिर हम बिट को इनवर्ट करेंगे जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा तो यह वह लॉजिक सर्किट है जिससे हमें यह मिल सकता है तो यह बता रहा है कि जब भी सबट्रैक्शन होता है तो इंवर्जन होता है यह सर्किट फैमिलियर है यह BCD वाले यह एकसेस 3 एडर सर्किट और यहां हम देख रहे हैं कि यदि कोई कैरी जेनरेट नहीं होता है तो उत्तर नेगेटिव है और सबट्रैक्शन करते हैं और उस बिट का इंवर्जन करते हैं बिट्स का इंवर्जन फाइनल रिजल्ट के लिए करते हैं जब हम इसे दूसरे सर्किट से कंपेयर करते हैं तो हमें 10's कंप्लीमेंट जनरेटर या कोई और सर्किट की जरूरत नहीं है तो इसी कारण एकसेस 3 उपयोगी है और एक अन्वेट्इड कोड है अब आखिर में यह ASCII कोड है जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं या फिर कंप्यूटर प्रिंटर से इंटरेक्ट कर रहा होता है या बाकी सब तो इस केस में जो कंट्रोल वैल्यूस यानी कि कंट्रोल कोडस और अल्फान्यूमैरिक कोडस कैरेक्टर के प्रिंट इत्यादि यह सारी चीज ASCII कोड जेनरेट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक के कम्युनिकेशन के लिए ASCII कोड का फुलफॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और इससे कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए भी स्टैंडर्डाइज किया है दूसरा एक कोड था जिसका नाम EBCDIC एक्सटेंडेड बायनरी कोडड डेसिमल इंटरचेंज कोड जिसे IBM ने इंट्रोड्यूस किया था उनके डिवाइस के लिए पर अब ASCII कोड इस्तेमाल किया जा रहा है वह एक 7 बिट कोड है तो 128 कोडस पॉसिबल है अगर आप देखें कि कैसे चीजों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है मान लो एक कैरेक्टर हम टाइप करते हैं कैपिटल A तो आप उदाहरण में कैपिटल A देख सकते हैं तो यह सारे मोर सिग्निफिकेंट बिट्स है X6 X5 X4 और यह सारे लेस सिग्निफिकेंट बिट्स X3 X2 X1 X0 है तो 1 0 0 यह कॉलम और यह रो तो आप देख सकते हैं कि 0 0 0 1 यहां से आ रहा है तो इस तरीके से कैपिटल A को रिप्रेजेंट करते हैं अब स्मॉल a को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम देखेंगे कि यह स्मॉल a है तो इन दोनों के बीच सिर्फ एक ही वैल्यू बदल रहा है यह 0 चेंज हो रहा है 1 में और बाकी सारे वैल्यू सेम है तो स्मॉल a 1 0 0 के बजाय 1 1 0 है बाकी सारे वैल्यूस सेम रहेंगे इसी तरीके से कैपिटल B और स्मॉल b के बीच हम देख सकते हैं कि सिर्फ इसी जगह पर वैल्यू चेंज हो रहा है याने की 6th प्लेस पर ही वैल्यू चेंज हो रहा है यदि हम 0 टाइप करें तो वह कैसे रिप्रेजेंट होगा तो 0 आप यहां देख सकते हैं यह 0 है तो 0 1 1 और 4 0's 0 1 1 और 4 0's यह सही वाला है 1 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 1 1 3 0's और 1 तो यह सारी अलग अलग चीजें हैं तो इनमें से मान लो केरिज रिटर्न जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो उसका ASCII कोड क्या है जिसके वजह से कुछ एक्शन होता है तो केरिज रिटर्न 0 0 0 1 1 0 1 है यह लिस्ट एग्जास्टिव नहीं है सारे 128 ऑप्शन यहां नहीं दिए गए हैं यह जो है यह प्रिंटेबल कैरेक्टरस है जो आप देख सकते हैं तो इसी के साथ हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं यदि बाइनरी कोड में 2 कंसेक्युटिव नंबरों में 1 डिजिट से ज्यादा का चेंज दिक्कत कर सकता है कुछ एप्लीकेशंस में यदि 1 डिजिट का चेंज दूसरे के कंपैरिजन में स्लो रहा तो उसके लिए हमने ग्रे कोड डिस्कस किया और हमने बायनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन EXOR गेटस के माध्यम से देखा एकसेस 3 कोड वह कोड है जहां बाइनरी कोडेड डेसिमल को हम 0011 ऐड करते हैं एकसेस 3 एडिशन और सबट्रैक्शन सिंपल सर्किट का इस्तेमाल करते हैं BCD एडर या सबट्रैक्टर सर्किट के कंपैरिजन में वह सर्किट 0011 याने की 3 का एडिशन या सबट्रैक्शन करता है दोनों केस में ASCII कैरेक्टर ASCII कोड एक 7 बिट बिट कोड है जिससे पेरिफेरलस और प्रिंटेबल कैरेक्टरस के कंट्रोल कोडस जनरेट या एक्सचेंज कर सकते हैं